नमस्कार दूसरे सप्ताह के इस पहले व्याख्यान में आपका स्वागत है यदि आपको याद है कि पिछले सप्ताह हमने मस्तिष्क की संरचना के बारे में बात की थी 10 के पावर 11 तक न्यूरॉन्स 10 के पावर 15 सिनेप्स के साथ मस्तिष्क में एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं और यह न्यूरॉन्स अनुभव और बाहरी आयातों के प्रभाव में कैसे विकसित हुआ आनुवांशिकी और एपिजेनेटिक्स खुद के बीच कैसे खेलते हैं और मस्तिष्क लगभग संवेदी इनपुट के बहुत से एकीकरण और अंतर करता है और आपकी पहचान और स्वयं की भावना देता है तो बस संक्षेप में इसे संशोधित करें और मैं आपको ये आंकड़े दिखाऊंगा तो यह वही है जो मस्तिष्क है जैसा कि हम याद करते हैं कि ये फ्रंटल लोब हैं ये पार्श्विका लौकिक पश्चकपाल हैं आप इसे यहाँ देख सकते हैं यह पश्चकपाल लौकिक पार्श्विका फ्रंट भी है parietal lobe बाहर से सभी संकेत प्राप्त करता है स्पर्श दर्द गर्मी और टेम्पोरल लोब अनिवार्य रूप से ध्वनि यह विज़न फ्रंट के लिए है और इन सभी डेटा जो इन नेटवर्कों के माध्यम से जाते हैं का अनुवाद किया जाता है जो भी नक्शे और यादें मौजूद हैं उनकी तुलना में और इसे फ्रंटल लोब के लिए प्रस्तुत किया जाता है जहां एक निर्णय लिया जाता है कि आपको इस पर कार्य करना है या इसके बारे में सोचना है या इसके लिए और अधिक जानकारी चाहिए एक समय में homunculus की एक अवधारणा है जो लोग सोचते थे कि मस्तिष्क के अंदर एक छोटा आदमी बैठा है जो सब कुछ देख सकता है जो देख सकता है जो भी आ रहा है उसको लेकिन कोई छोटा आदमी नहीं है तो जिसे हम homunculus कहते हैं अगर आप देखें तो यह सोमैटोसेंसरी कोर्टेक्स है यह आंख नाक शरीर के बाकी हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है तो आप देखते हैं कि चेहरा और हाथ किसी भी चीज़ से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए वास्तव में यदि आप केवल आकार डालते हैं और एक आदमी बनाते हैं तो उसके पास एक बहुत बड़ा चेहरा होगा बहुत बड़े बड़े हाथ और शरीर के बाकी हिस्सों को काट दिया जाएगा यहां तक कि पैर भी बहुत छोटे होंगे देखें यह मूल्यांकन की सभी समझदारी है आप सोच सकते हैं कि पैर इतने छोटे क्यों हैं और हाथ इतने बड़े क्यों हैं और चेहरा इतना बड़ा क्यों है इस पर शायद सोचें क्योंकि अगर पैर बहुत चौड़ा हो गया था तो स्थिर करने के लिए दो पैरों पर खड़ा शरीर बहुत मुश्किल होता जैसे शरीर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में रखना आपके हाथ उस समय से मुक्त हो गए हैं जब आप जमीन पर पैदल चल रहे हों लाखों साल पहले एक हाथ मुक्त होने के लिए तो आप ज्यादातर चीजें अपने हाथ से करते हैं तो आपके हाथों को बहुत सारे स्पर्श दर्द गर्मी के प्रति संवेदनशील होना पड़ता है और विशेष रूप से मन के लिए बाहरी इनपुट बहुत अधिक होता है तुमने देखा है कि कितनी इंद्रियां हैं स्पर्श यह शरीर पर फैलता है लेकिन आंख कान गंध स्वाद सब कुछ केंद्रित है इसलिए चेहरे का स्वाभाविक रूप से एक बड़ा प्रतिनिधित्व होना चाहिए और यही वह है तो ये मस्तिष्क में प्रतिनिधित्व के प्रकार हैं जिसके माध्यम से ये नेटवर्क मानचित्र बनाते हैं हम बाद में इन मानचित्रों के बारे में बात करेंगे लेकिन ये नक्शे वास्तविक यादें हैं अब अगर मान लीजिए कि आपके पास मेमोरी बनाने की कोई प्रणाली नहीं है तो वे कैसे बनते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे फिर आप हर ध्वनि के साथ चीजों की तुलना क्या करेंगे हर बार आपके लिए नया होगा और आप वास्तव में नहीं जान पाएंगे अगर यह शिकारी है तो यह एक अच्छी बात है या यह एक बुरी बात है इसी तरह एक टोनोटोपिक और स्थलाकृतिक है जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो भी ध्वनि आपके कान में जाती है वह अंत में सुंदर झिल्ली से जो कान के अंदर होती है जो आवृत्तियों को अलग करती है जैसे ही ध्वनि एक दबाव की लहर में आती है आवृत्तियों को अलग किया जाता है आवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं कि यह झिल्ली इस तरह है और यह लगभग इस पर गिरती है इसलिए जब यह झिल्ली चलती है तो यह वास्तव में इसके बालों की कोशिकाओं पर प्रक्रिया करती है यह इसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है तो उच्च आवृत्ति बेस लाइन और निचले आवृत्तियों पर होती है इसलिए यह संरचना बहुत कसकर तय की जाती है और इस तरह यह उच्च आवृत्ति प्रदान करती है यह थोड़ा ढीला है लेकिन वास्तव में हर बार जब यह चलता है तो यह बालों की कोशिकाओं पर दबाव डालता है और यह विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है जो इसे न्यूरॉन में भेजता है आंख में इसी तरह की चीज को देखिए यह आंख का पैटर्न है यहाँ से क्या आता है मैं इसे ट्रेस करने की कोशिश करूँगा यह यहाँ से आता है यह संरचना कॉल थैलेमस के लिए जाता है यदि आपको याद है कि मैंने इसके बारे में बात की थी कि यह कहाँ है यह बाईं आंख और यह दाईं बाईं आंख है इनसे सुविधाओं के अनुसार एक प्रतिनिधित्व है फिर बाईं और फिर दाईं ओर के संकेत यहाँ से जा रहे हैं यह ओसीसीपटल पर जाता है यह परत v 3 v 2 v 1 है जहाँ गहराई किनारों की हर चीज अलग हो जाती है और यहाँ से फिर से छवि बनती है जो कि गहरे पालि चरण में लौकिक लोब में भेजी जाती है अगर आपको याद है तो मैंने बताया यह आप क्या देख रहे हैं और एक और दिशा है जो पार्श्विका लोब में जाती है यह कहाँ स्थित है अब यह महत्वपूर्ण है यहां भी यदि आप ध्वनि आवृत्ति में देखते हैं तो अलग हो जाता है लेकिन संकेत कुछ क्षेत्रों में भी जाता है जो गति को नियंत्रित करते हैं यह पूरी चीज़ यहाँ से कहीं न कहीं इस क्षेत्र में एकीकृत है यहाँ कहीं पूरी चीज़ एकीकृत है और सिरिबैलम जैसे क्षेत्रों को फ्रंटल लोब जैसे क्षेत्रों में भेजा जाता है ताकि यह तय किया जा सके कि आप अपना सिर मोड़ना चाहते हैं या नहीं आप नहीं जान पाएंगे अगर आपको नहीं पता कि यह कहां से आ रहा है तो आप अपना सिर नहीं मोड़ रहे हैं तो सिग्नल जो स्पर्श से ध्वनि से आ रहा है दृष्टि से एकीकृत है और न केवल यह महसूस करने के लिए विभेदित है कि यह सब क्या है बल्कि यह मस्तिष्क की गहन संरचना में भेजा जाता है जो आप तय करेंगे कि आप इसकी ओर बढ़ना चाहते हैं या क्या प्रतिक्रिया आपको यह देनी होगी कि यह आखिरकार संतुलित प्रणाली है इसलिए हम इन नेटवर्कों को छोड़ देंगे और वे समय के लिए कैसे काम करेंगे अगर आपको याद हो तो मैंने विभिन्न स्तरों के बारे में बताया था हम व्यवहार के बारे में इंद्रियों और फिर पूरे मस्तिष्क और फिर नेटवर्क से आपके अस्तित्व की समग्र छवि बनाने की कोशिश के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हम इसे उस समय के लिए छोड़ देते हैं वह यह कैसे करते हैं कुछ उछल कर नीचे गहरी संरचना में चले जाएंगे मस्तिष्क इलेक्ट्रोकेमिकल गतिविधि का एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स में एक निरंतर विद्युत गतिविधि होती है इसके बारे में बात करेंगे जब हम मस्तिष्क में बिजली के बारे में बात करते हैं लेकिन स्विच रसायन होते हैं और ये रसायन जैसे होते हैं अगर आपको याद है कि हम synapse के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा एक SYANAPSE क्या है यह सिनैप्स है तो क्या हो रहा है कि यह एक न्यूरॉन है यदि आपको याद है तो हमने डेंड्राइट्स और इसी तरह के बारे में बात की यहाँ विद्युत संकेत आ रहा है और ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है बस यह केवल आपको दिखाने के लिए है ये हैं ये रसायन हैं जो कोशिका के शरीर में बनते हैं जैसे कि यह कोशिका शरीर है ये रसायन यहाँ पाए जाते हैं और वे एक्सोन में नीचे आते हैं जहाँ वे नीचे आते हैं और डेंड्राइट में चले जाते हैं यह छोटा सा अंतराल जिसे आप देखते हैं इसके और इस 05 मिलीसेकंड के बीच का अंतर है लेकिन इन रसायनों को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है तो इस SYANPSE पर जो विद्युत संकेत यहां आ रहा है जो दो न्यूरॉन्स के बीच का अंतर हैAXON और डेन्ड्राइट या यहाँ आप मांसपेशी के साथ मोटर और प्लेट देखते हैं यह अंतर है बिजली कूद नहीं सकती जब तक आप QUANTUM TUNNELING के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और हम सभी के बारे में निश्चित नहीं हैं क्योंकि यह वह करंट नहीं है जोकि आपको विशिष्ट इलेक्ट्रॉन प्रवाह से प्राप्त होती है जो आप धातुओं में देखते हैं यह IONIC धाराएं हैं यह आता है और इस अंतराल के माध्यम से इन न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव को ट्रिगर करता है और इसे देखता है तो आप देखते हैं कि यह विद्युत प्रवाह है आप देख सकते हैं कि वहाँ एक है यह नीचे आ रहा है यहाँ चारों ओर तरल पदार्थ में एक कैल्शियम है यह कैल्शियम अचानक धाराओं में आता है और यह कैसे होता है क्योंकि आप देखते हैं इन हरी संरचनाओं को रिसेप्टर्स कहा जाता है रिसेप्टर्स दो प्रकार के होते हैं या मुझे इसे अलग तरीके से प्रस्तुत करने दीजिए कई चैनल्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक न्यूरॉन है यहां एक चैनल है ये चैनल दो प्रकार के होते हैं जो VOLTAGE GATED होते हैं ये खुलते हैं ये चैनल सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम के वोल्टेज अंतर के साथ खुलते हैं जो कि यह ION बनाता है और फिर अन्य चैनल हैं जो LIGEND GATED गेटेड की तरह हैं तो ये ION चैनल हैं यदि आप इसे देखते हैं और सब आयन चैनल हैं जो केवल तभी खुलेंगे जब एक न्यूरोट्रांसमीटर उनके साथ जुड़ता है जो लिगेंड गेटेड हैं तो यह इस तरह है ये यहाँ बैठे रिसेप्टर्स हैं वे इस चीज के आने का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित होते हैं ये रिसेप्टर्स इसे पकड़ लेते हैं तो क्या होता है वे रिसेप्टर्स को बांधते हैं जिस क्षण वे प्रोटीन में बंध जाते हैं और ये सभी प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं क्योंकि यदि आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह लिपिड परत है लिपिड केवल वसा है लिपिड परत INSULATED है CURRENT पास नहीं कर सकता है लेकिन ये प्रोटीन हैं जो इस सोडियम पोटेशियम के माध्यम से स्थानांतरित कर सकते हैं दबाव के माध्यम से कि क्या यह सोडियम पोटेशियम की मौजूदगी का संतुलन दोनों पक्षों या एंजाइमों के माध्यम से है इसलिए इस क्षण में रिसेप्टर आता है और मान लेता है कि यह प्रोटीन में से एक को बांधता है यह कुछ यांत्रिक विकृति पैदा करता है और पूरी बात खुल जाती है एक बार जब यह खुलता है तो सोडियम रशेस अंदर आ जाता है आंदोलन से यह सोडियम रशेस में खुल जाता है और आंदोलन सोडियम अंदर चला जाता है मुझे आशा है कि आप इसे समझेंगे वर्तमान में आता है कैल्शियम इसमें चला जाता है इसे बांधता है यह VESICLE नामक छोटी चीजें हैं जिनके भीतर यह न्यूरोट्रांसमीटर जमा होता है वे सेल बॉडी से आते हैं यहां जमा हो जाते हैं एक बार धाराओं के आने से कैल्शियम बंध जाता है तो ये पुटिका इस के किनारे की ओर बढ़ते हैं इस तरह की संरचना होती है करंट आता है वेसिकल्स किनारे की ओर बढ़ते हैं और अचानक वे खुल जाते हैं और जैसे ही वे इस बात को खोलते हैं जिसे आप SYNAPTIC CLEFT कहते हैं यह छोटा रिक्त स्थान है यह डेंड्राइट और एक्सोन के बीच एक छोटा सा अंतर है जो कि एंगस्ट्रॉम में है और वे इस चैनल से बंध जाते हैं लिगेंड गेटेड या फिर आप फिर से सोडियम रशेस को खोलते हैं एक और करंट यहां से चला जाता है तो यही कारण है कि हम इसे विद्युत रासायनिक नेटवर्क कहते हैं न्यूरॉन्स के एक सेट से दूसरे पर आने वाली विद्युत गतिविधि को इन रसायनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसलिए यह एक रासायनिक स्विच है गुणवत्ता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे मनोचिकित्सक इस पर जीवित रहते हैं हम जानते हैं कि ड्रग्स देकर इन न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे संशोधित किया जाए इन न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर तय करता है कि यह कितने रिसेप्टर्स का है और यह एक डायनामिक प्रक्रिया है अगर इसमें केमिकल एक्स है और इसे मस्तिष्क के एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित मात्रा में मौजूद होना है लेकिन मान लीजिए कि यह घट जाता है तो इसकी संख्या रिसेप्टर्स हम इसे क्या कहते हैं मुझे देखने दो अगर मैं तुम्हें बता सकता हूँ T यह पूरे क्षेत्र को PRESYNAPTIC है यह प्रीसानेप्टिक है और यह पोस्टसिनेप्टिक है यदि रसायनों की संख्या जिसे समय के साथ स्रावित किया जाना है तो समय पर इसे पकड़ने के इच्छुक रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि जाहिर है उन्हें उस प्रज्वलन को बनाए रखने के लिए निश्चित संख्या में न्यूरोट्रांसमीटर होने चाहिए जब यह बीमारी के कारण किसी कारण से विकृत हो जाता है और अवसाद या कुछ विटामिन की कमी हो सकती है तो प्रीसानेप्टिक न्यूरॉन में बनने वाले रसायनों की संख्या कम हो जाएगी तो मस्तिष्क क्या करता है यह रिसेप्टर्स की संख्या को बढ़ाता है ताकि एक भी अणु व्यर्थ न जाए अन्यथा आपको ऐसे न्यूरॉन्स मिलेंगे जिन पर न्यूरॉन ट्रांसमीटरों की संख्या कम है पूरे मस्तिष्क में पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन इसे पकड़ लेंगे लेकिन अगर यह कम हो जाता है तो उनके पास रिसेप्टर्स अधिक सही होना चाहिए इसलिए एक बार जब बिजली की फायरिंग होती है तो हमेशा फीडबैक सिस्टम होता है जो ऊपर की ओर जाता है जो यह बताता है कि हमारे लिए सब ठीक है जो रसायन आ रहा है वह सब ठीक है विद्युत गतिविधि ठीक चल रही है तो कारखाने में कमी हो सकती है उत्पादन एक बाजार की तरह है जहां आपको कुछ चीजों की आपूर्ति करनी होगी यदि आपूर्ति कम है जाहिर है आप इसे पकड़ने के लिए हमेशा अधिक संख्या में लोगों को देखेंगे यदि आपूर्ति अधिक है तो आप कम संख्या में लोगों के रूप में देखेंगे क्योंकि आप उन्हें नहीं देख रहे हैं वे हमेशा वहां पर स्थित है हो सकता है कि १०० लोग हों और वे १०० वस्तुओं का उपभोग करते हों जिन्हें अचानक पहुंचाना होता है इसलिए आप कभी भी यह महसूस नहीं करते हैं कि हर कोई इसे प्राप्त कर रहा है जब तक कि आप वास्तव में एक एक करके माप नहीं लेते हैं यहाँ आप एक एक करके नाप नहीं कर सकते क्योंकि यह इतने विशाल पैमाने में है तो लेकिन अगर आप इसे अचानक इसे कम करते हैं तो वे कहते हैं कि यह केवल 70 ही है अचानक आप देखेंगे कि 30 से अधिक लोग हैं जो कि वे विशिष्ट बन जाएंगे अचानक अहंकारी हो जाते हैं अचानक सक्रिय हो जाते हैं तो ये जो 30 है वे शांति से पड़े हुए हैंऔर वे सक्रिय हो जाएंगे और फिर यहां एक फीडबैक देगा जो अधिक उत्पादन करे या अगर यह एक नकारात्मक फीडबैक देगा वह वहाँ पर पर्याप्त संख्या में है उनमें से 120 का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं तो इन्हें सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया कहा जाता है जो बहुत ही न्यूरोनल स्तर सूक्ष्म स्तर और बहुत उच्च नेटवर्क स्तर पर होती हैं हम उन नेटवर्क के बारे में बात करेंगे इसलिए मैं संक्षेप में इस व्याख्यान में जाने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं कि वास्तव में क्या हो रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है एक अवधारणा प्रतिक्रिया है न्यूरॉन ट्रांसमीटर प्री सिनैप्टिक है लेकिन दूसरा उत्तेजक और निरोधात्मक है ये सभी रसायन विद्युतीय गतिविधि को बंद और ट्रिगर नहीं करते हैं कुछ रसायन जाते हैं और वास्तव में गतिविधि को रोकते हैं गतिविधि को रोकते हैं पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के कारण जो न्यूरॉन फायरिंग कर रहे हैं या फ़ायरिंग नहीं कर रहे हैं तो उत्तेजना और निषेध का यह खेल मस्तिष्क में वास्तविक खेल है यह आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक और उदाहरण है तो कोशिका शरीर में अग्रदूत वे एंजाइम होते हैं जो रसायन जो उत्प्रेरित करते हैं पदार्थ को स्थानांतरित करते हैं वे या तो यह निरोधात्मक है तो निरोधात्मक रासायनिक भेजेगा जो फायरिंग को कम करेगा जो वास्तव में चैनल को बंद कर सकता है उनमें से कुछ जो खुले हैं वे भी बंद हैं और यहां दवाओं की सूची है जिनके बारे में आपको वास्तव में परेशान होने की जरूरत नहीं है ये सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में से कुछ हैं जो कोशिका शरीर में चल रहे हैं अब यह एक विशिष्ट रिसेप्टर है यह अतिरिक्त कोशिकीय स्थान है न्यूरॉन अतिरिक्त स्थान मेंअतिरिक्त ACh का स्थान इनमें से एक है तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो न्यूनाधिक आप उन्हें कह सकते हैं इन में से कुछ एसिटाइलकोलाइन नोरेपेनेफ्रिन गाबा ग्लासिन ग्लूटामेट सेरोटोनिन और डोपामाइन हैं अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रत्येक न्यूरॉन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है मस्तिष्क में ऐसे क्षेत्र होते हैं जो किसी चीज में बहुत घने होते हैं जैसे कि एक क्षेत्र लोकस कोएर्यूलस में अधिक नॉरएड्रेनालाईन नोरेपेनेफ्रिन सेल बॉडी होती हैं एक क्षेत्र में अधिक एसिटाइलकोलाइन होते है उनमें से 4 या 5 से अधिक प्रकार के होते हैं और सबसे अधिक डोपामाइन है इन सेल क्षेत्रों में जहां एक न्यूरोट्रांसमीटर के घने क्षेत्र उपस्थिति होते हैं पूरे मस्तिष्क में न्यूरॉन प्रक्षेपित होते हैं लेकिन अधिकतर न्यूरॉन्स में कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर की उपस्थिति होती है और एक फायर इंटरप्ले होता है जो उत्तेजक निरोधात्मक के बीच चलता रहता है उनमें से हर एक के पास पोस्ट सिनैप्टिक चीज़ पर रिसेप्टर्स हैं तो आप इस एसिटिलकोलाइन को बाह्य अतिरिक्त स्थान में देखते हैं यह जाता है इसे लिगेंड गेटेड लिगैंड बाइंडिंग कहा जाता है और यह एक तंत्रिका झिल्ली है मैंने आपको बताया कि अगर आपको याद है तो यह लिपिड है जो अछूता है यह लिपिड और प्रोटीन की दो परतों द्वारा प्रोटीन लिपिड है यहां से सभी सोडियम पोटेशियम यहां देखते हैं कि एक संतुलन है तो जैसे कि इसमें 5 इकाइयां और एसिटिलकोलाइन हैं यह इसके विन्यास को बदल देता है क्योंकि यह चला जाता है और सोडियम में जाना शुरू कर देता है गेट खुलता हैहै और इसमें सोडियम चला जाता है और विद्युत ट्रिगर और पोटेंशियल डिफरेंस को परिवर्तित कर देता है जो एक अलग प्रकार की चीज को ट्रिगर करता है तो यह एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर बुनियादी तंत्र है जो जीवन का आधार है यदि यह न्यूरोट्रांसमीटर व्यापार बंद हो जाता है अगर सोडियम पोटेशियम का यह आंदोलन बंद हो जाता है तो मुझे लगता है कि मृत्यु हो जाएगी हम इसे परिभाषित करने में सक्षम नहीं हैं लेकिन अगर आप मस्तिष्क की मृत्यु देखते हैं तो क्लोराइड पोटेशियम और सोडियम इन न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से इसे व्यवस्थित करते हैं यदि यह गतिविधि बन्द हो जाती है तो मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प रूप से यह कोई घटना नहीं है जो केवल मनुष्यों में हो रही है यह एक घटना है जिसे आप जानवरों में देखते हैं और सरल जानवर हो सकते हैं और कुछ झिल्ली हो सकते हैं तो प्रकृति ने किस समझदारी से विकसित किया है सबसे सरल रूप में यदि आप सिर्फ एक न्यूरॉन की बात करते हैं प्रत्येक न्यूरॉन का एक इतिहास होता है और लेकिन प्रत्येक न्यूरॉन अपने संगठित रूप में अपने ही इतिहास का भी बलिदान करता है जाहिर है अगर आपके पास 10 शक्ति 11 है तो प्रत्येक न्यूरॉन प्रकृति ने बहुत समझदारी सेएक झिल्ली बनाई है एक झिल्ली कुछ में भिन्न हो सकती है मनुष्यों में यह BILIPID द्वि लिपिड है अन्य तंत्रिका तंत्र में आप इसे इस तरह पाते हैं कि भिन्नता हो सकती है लेकिन यह लिपिड और प्रोटीन से बनता है यह रिसेप्टर्स के साथ बाहर और अंदर के बीच का विभाजन है जो इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनों को बदलते रहने की अनुमति दे सकता है और आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान करता रहता है ऊर्जा आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है मस्तिष्क को संपूर्ण ग्लूकोज के लगभग 20 से 30 प्रतिशत की आवश्यकता होती है जो शरीर की ऊर्जा है और शरीर की आवश्यकता भी है जो एक बड़ी संख्या है और यह एक गर्म नम चीज़ है यह इस गतिविधि के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है मैं आपको एक उदाहरण दूंगा इसमें सोडियम पोटेशियम ATPase नामक एंजाइम होता है यह एंजाइम संतुलन बनाए रखने के लिए 3 सोडियम को बाहर और 2 को अंदर धकेलता है अन्यथा यदि आप इसे छोड़ देते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं बहुत सारे पोटेशियम बाहर पोटेशियम सभी अपने आप अंदर जाएगा यह इन चैनलों में से कुछ के साथ हो रहा रिसाव है इसलिए जैसे ही पोटेशियम किसी चीज में जाता है उसे संतुलित करना पड़ता है सोडियम कम हुआ है तो इस प्रकार के संतुलन को आप सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि जब हमने विद्युत के बारे में बात की थी तो मैंने कहा कि यह डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है डोपामाइन मैंने आपको इसके बारे में बताया था आप इन क्षेत्रों को देखते हैं ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सबसे अधिक डोपामाइन है और जहां यह नियोकार्टेक्स के सभी क्षेत्र है इनमें से प्रत्येक के पास हर उस जगह के लिए विशाल प्रक्षेपण है आपको यह substantial niagaraयाद है ऐसा कहा जाता है कि यह क्षेत्र पार्किंसंस रोग मे अधिकतर शामिल होता है यह एक नॉरएड्रेनेर्जिक है आप देखते हैं कि एक क्षेत्र लोकल सेलूलोज़ का हर जगह विशाल प्रक्षेपण है ये न्यूरॉन्स हमेशा इसके समान सेट भेजते रहते हैं और इसका एक महत्व है क्योंकि यह प्रणाली ध्यान देने वाली नॉरएड्रेनाग्रेटरी प्रणाली में शामिल है डोपामाइन बहुत सी चीजों में शामिल होता है जिसे आप मस्तिष्क का इनाम केंद्र कहते हैं इनाम का मतलब है कि आप कुछ करें और अगर आपको खुशी महसूस हो तो आप इसे बार बार करते रहेंगे यह भावना के आधारों में से एक है इसे प्रतिफल कहा जाता है यदि आप कुछ करते हैं और आपका मस्तिष्क खुशी महसूस नहीं करता है तो यह अगली बार आपको ऐसा करने से रोकेगा यह भी भावनात्मक मानचित्र या एक मेमोरी या जैसा आप बुलाना चाहते हैं तो यही कारण है कि प्रकृति इस तरह से विकसित हुई है कि यह प्रणाली दबाव के दर्द को नियंत्रित करेगी यह ध्यान के दर्द को नियंत्रित करेगी जब हम नींद की बात करेंगे तो हम इस बारे में अधिक बात करेंगे सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन आपके सभी भूख और दोहराए जाने वाले व्यवहार जो आप का पता लगाते हैं आप खाना चाहते हैं और आप पकड़ना चाहते हैं और आप बार बार करते रहना चाहते हैं और जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है आपकी मनोदशा बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है तो आप समानता को देख सकते हैं पूरा देख सकते हैं प्रोजेक्शन एक जगह से शुरू होता है जो कि गहरे दिमाग से पूरी तरह से जा रहा है तो अपने ध्यान को नियंत्रित करने में अपने इनाम के स्तर को नियंत्रित करने में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के तरीके में जिस तरह से आप सोचते हैं और एसिटाइलकोलाइन का पता लगाते हैं उस पर नियंत्रण करने में इन न्यूरोकेमिकल्स का एक अच्छा परस्पर क्रिया है स्मृति के लिए भी महत्वपूर्ण है आपने डिमेंशिया नाम की बीमारी के बारे में सुना होगा और डिमेंशिया सबसे ज्यादा न्यूक्लियस की तरह होता है जो सबसे ज्यादा डैमेज होता है तो यह इसकी पूरी सूची है आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं इस 5 6 बड़ी ग्लूटामेट के अलावा हाइपोथैलेमिक उत्तेजक है क्योंकि जब आप स्मृति की बात करते हैं और जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो जो रसायन सीखने और स्मृति के नेटवर्क में होते हैं वह ग्लूटामेट है आप कुछ करते हैं तो यह पूरी फायरिंग को बार बार स्विच करता है आपका नेटवर्क इसे मस्तिष्क में कुछ निश्चित और शुद्ध नेटवर्क करने के लिए सीखता है आप इसे दोहराते हैं जितना अधिक आप इसे करते हैं उतना ही आपका मस्तिष्क इसे स्मृति के रूप में रखेगा तो एक ही रसायन जब यह दिल होता है तो आपकी हृदय गति एसिटाइलकोलाइन या गैर एड्रेनालिन के साथ तेजी से होती है तो VAGUS NERVE जो यहां से जाती है इसे रोकती है लेकिन अगर आप रसायनों को देते हैं जो रिसेप्टर्स को रोकते हैं तो हम जानते हैं कि AGONIST नामक हैं ANTGONIST नाम की कोई चीज होती है ANTAGONIST जाएगा और ब्लॉक करेगा तो यह पूरी बात है तो छोटे अणु न्यूरोट्रांसमीटर हैं अमीनो एसिड होता है न्यूरॉन सक्रिय पेप्टाइड होते हैं तो ये पूरे सरगम हैं प्रकृति को इतनी सारी चीजों की आवश्यकता क्यों है मुझे लगता है कि यह ठीक ट्यूनिंग के लिए है आप अगर नेचर को ठीक से ट्यून नहीं करते है अगर आप यहाँ ग्लूटामेट देख रहे हैं तो मैंने कहा कि यह उत्तेजक है और गामा निरोधात्मक है यह इंटरप्ले इस प्रज्वलन को विनियमित करने के लिए उत्तेजक और अवरोधक है इसलिए मैं इस पर समाप्त होता हूं आप हमेशा इस प्रकार का स्थान पा सकते हैं और शायद अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि यह सभी रसायन क्या करते हैं हम मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि के बारे में भी बात करेंगे फिर शायद इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह पूरा नेटवर्क कैसे कार्य करता है Thank you धन्यवाद